नमस्कार विद्यार्थियों तो आज फिर से डायरेक्शनल डेरिवेटिव की उदाहरणों को ही जारी रखेंगे यह बहुत ही रोचक विषय है तो इसीलिए ही मैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव समतल सतह और टेंजेंट प्लेन पर ओर उदाहरण करवाने जा रहा हूं तोआज हम बात करेंगे उसी उदाहरण की जो हमने पिछली बार छोड़ी थी तो पिछली कक्षा में हमारे पास डायरेक्शनल डेरिवेटिव की समस्या थी जो कुछ इस प्रकार थी तो दिए गए बिंदु 103 पर फंक्शन 𝑢 𝑥𝑦𝑧 2 की सबसे ज्यादा परिवर्तन दर क्या होगी तो हम इस समस्या से शुरुआत करते हैं तो दिया गया अदिश फंक्शन या दिया गया फंक्शन आसान भाषा में 𝑢𝑥 𝑦 𝑧 𝑥𝑦𝑧 2 है

तो 𝜕𝑢 𝜕𝑥 क्या है

तो यह हमारा ∇⃗ 𝑢 है और अब दिए गए बिंदु 103 पर यह ∇⃗ 𝑢 ∇⃗ 𝑢𝑃 0𝑖̂ 3 2 𝑗̂ 0𝑘̂ 9𝑗̂ कुछ ऐसा है तो यह मूल रूप से हमारे ∇⃗ 𝑢 का मूल्य बिंदु P पर 9𝑗̂ है अबहमें u के सबसे ज्यादा परिवर्तन दर या बढ़ने की दर इसका मतलब सबसे ज्यादा मूल्य ज्ञात करना होगा तो हमें f का दिए गए बिंदु 103 पर सबसे ज्यादा मूल्य ज्ञात करना होगा तो सबसे ज्यादा परिवर्तन दर और सबसे ज्यादा बढ़ने की दर और कुछ नहीं बस 𝐷𝑓𝐷 s का सबसे ज्यादा मूल्य है क्योंकि यह f की परिवर्तन दर है तो सबसे ज्यादा बढ़ने की दर और कुछ नहीं केवल f का दिए गए बिंदु103 पर सबसे ज्यादा मूल्य है अब जैसे कि मैंने पिछली कक्षा में देखा के DfD s का सबसे ज्यादा मूल्य हमें तब प्राप्त होगा जब हम सदिश 𝑎⃗ को f के ग्रेडिएंट की तरह लेंगे तो अगर हमने ग्रेडियंट की दिशा में डायरेक्शनल डेरिवेटिव को ज्ञात किया तो फिर मूल रूप से इसका मतलब हमें DfDs का सबसे ज्यादा मूल्य या सबसे ज्यादा परिवर्तन दर ज्ञात होगी तो इसका मतलब हमारे पास ∇⃗ 𝑢𝑃 ∇⃗ 𝑢𝑃 अब यहां पर यह है तोअगर हम 𝑎̂ ∇⃗ 𝑢𝑃 के बराबर माने तो यह वह जगह होगी जहां पर हमें इसका सबसे ज्यादा मूल्य प्राप्त होगा और अगर हम डॉट प्रोडक्ट ले तो हमारे पास बचेगा क्योंकि यह के बराबर है और एक इनमें से कट जाएगा तो मूल रूप से के बराबर है मैं यहां पर अब P को नजर अंदाज़ करूंगी तो इस तरह से हमें दिए गए बिंदु P पर प्राप्त हुआ और यह मूल्य और कुछ नहीं केवल हमने पहले से ही यह मूल्य ज्ञात किया हुआ था तो मैं दिए गए बिंदु P पर u के ग्रेडियंट को भर लूंगी 9 ज्ञात होगा क्योंकि यह √0 2 9 2 0 2 9 कुछ ऐसा होगा तो इसका दूसरा अवयव 9 2 है तोइस का वर्ग मूल एक रेखा बन जाएगी और बाकी की रकम 1 बन जाएगी तो यह हमारी फंक्शन f की P 103 पर सबसे ज्यादा बढ़ने की दर होगी तो यह हमारा अपेक्षित जवाब थायह जानने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज थी कि सबसे ज्यादा परिवर्तन दर किस दिशा में है और यह दिशा असल में f के ग्रेडियंट की दिशा हैतो किसी और सदिश की बजाय अगर आप a को ही f का ग्रेडियंट मानकर चलें तो फिर f के ग्रेडियंट की दिशा में DfDs की सबसे ज्यादा परिवर्तन दर या सबसे ज्यादा मूल्य ज्ञात होगा तोअगर आपसे सबसे ज्यादा परिवर्तन की दिशा में डायरेक्शनल डेरिवेटिव पता करने को कहा गया है तो आपको और कुछ नहीं केवल बिंदु P पर ग्रेडियंट ज्ञात करना होगा आइए अब एक और उदाहरण देखते हैं तो मैं 4 उदाहरण लिखने जा रही हूं अब इस प्रश्न में किसी भी बिंदु पर अदिश बिंदु फंक्शन का डायरेक्शनल डेरिवेटिव स्पर्श रेखा की दिशा में समतल सतह पर 0 होगा तो मान लीजिए यहां हमारे पास एक अदिश बिंदु फंक्शन f हैऔर हम स्पर्श रेखा की दिशा में समतल सतह पर डायरेक्शनल डेरिवेटिव ज्ञात करना चाहते हैं तो अगर हमारे पास समतल सतह पर कोई स्पर्श रेखा है और अगर हम स्पर्श रेखा की दिशा में डायरेक्शनल डेरिवेटिव ज्ञात कर रहे हैं फिरहमारा डायरेक्शनल डेरिवेटिव 0 होगा तो यह किसी भी समतल सतह 𝑓𝑥 𝑦 𝑧 𝑐 के लिए सही रहेगा अगर हम स्पर्श रेखा की दिशा में डायरेक्शनल डेरिवेटिव ज्ञात कर रहे हैं तो इसका मूल्य 0 होगा तोआइए देखते है हम इसको कैसे माननीय करेंगे तो हम इसके साथ शुरुआत करते हैं मान लीजिए 𝑓𝑥 𝑦 𝑧 कोई अदिश बिंदु फंक्शन है और स्पर्श रेखा की दिशा में 𝑎̂ एक यूनिट सदिश है समतल सतह पर और समतल सतह का समीकरण 𝑓𝑥 𝑦 𝑧 𝑐 कुछ इस प्रकार है तो हम मानते हैं 𝑓𝑥 𝑦 𝑧 एक अदिश बिंदु फंक्शन है और 𝑎̂ एक यूनिट सदिश है स्पर्श रेखा की दिशा में दी गई सतह 𝑓𝑥 𝑦 𝑧 𝑐 पर तो यह हमारी अपेक्षित समतल सतह है तो अब हम जानते हैं कि f का ग्रेडियंट सतह 𝑓𝑥 𝑦 𝑧 𝑐 के किसी भी बिंदु पर नॉर्मल सदिश होता है इसलिएसदिश ∇⃗ 𝑓 और 𝑎̂ आपस में एक दूसरे पर परपेंडिकुलरहैं तो यह बहुत ही आसान है अगर 𝑎̂ एक यूनिट सदिश है और अगर 𝑎̂ स्पर्श रेखा की दिशा में है तो स्पर्श रेखा की दिशा में हमारे पास एक सदिश होगा और ∇⃗ 𝑓 अब याद कीजिए डायरेक्शनल डेरिवेटिव कैसे ज्ञात करते हैं हमें हमेशा ∇⃗ 𝑓 𝑎̂ चाहिए होगा जहां पर 𝑎̂ जिस दिशा में हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव ज्ञात कर रहे हैं उस दिशा में एक यूनिट सदिश है अबअगर 𝑎̂ स्पर्श रेखा की दिशा में है और जैसे कि ∇⃗ 𝑓 𝑓𝑥 𝑦 𝑧 𝑐 समतल सतह पर पेंडिकुलर है तब इस मामले में ∇⃗ 𝑓 हर हाल में 𝑎̂ पर भी परपेंडिकुलर होगा क्योंकि 𝑎̂ स्पर्श रेखा की दिशा में है और अब हमारे पास सतह पर एक परपेंडिकुलर सदिश हैं तो यह स्पर्श रेखा पर परपेंडिकुलर है और इसलिए यह 𝑎̂ पर भी परपेंडिकुलर है तो यही हम कहना चाह रहे थे इसलिए सदिश ∇⃗ 𝑓 और 𝑎̂ आपस में भी पेंडिकुलर होने चाहिएपरंतु लंब की स्थिति से हमारे पास ∇⃗ 𝑓 𝑎̂ 0 है क्योंकि यह आपस में परपेंडिकुलर हैं इसलिए इनकी डॉट प्रोडक्ट भी 0 होनी चाहिए और अगर इनकी डॉट प्रोडक्ट 0 है फिर दिए गए बिंदु P पर f का डायरेक्शनल डेरिवेटिव Df द्वारा दर्शाया जाता है और यह ∇⃗ 𝑓 𝑎̂ 0 के बराबर है और इसलिए फंक्शन f का डायरेक्शनल डेरिवेटिव किसी भी स्पर्श रेखा की दिशा में हमेशा 0 होगा क्योंकि f का ग्रेडिएंट और सदिश जो स्पर्श रेखा की दिशा में है आपस में परपेंडिकुलर हैं और इसलिए यही हमारा मन चाहा परिणाम है हमारी अगली समस्या समतल सतह और सतह पर नॉर्मल स्पर्श रेखा पर होगी तो मुझे अगली समस्या लिख लेने दीजिए तो दिए गए बिंदु 1 12 पर सतह 2𝑥𝑧 2 − 3𝑥𝑦 − 4𝑥 7 पर स्पर्श तल और नॉर्मल ज्ञात कीजिए तो दी गई सतह का समीकरण के लिए हमें सतह पर स्पर्श तल और नॉर्मल को ज्ञात करना होगा तो यहां पर हम दोनों तरह की उदाहरण करने जा रहे हैं तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव और समतल सतह से प्रेरित उदाहरण कुछ इस प्रकार है तो मैं दोनों विषयों पर एक एक करके उदाहरणों का समाधान करने जा रही हूं तो यह दी गई सतह है 𝑓𝑥 𝑦 𝑧 2𝑥𝑧 2 − 3𝑥𝑦 − 4𝑥 7 तो सबसे पहले हम f का ग्रेडिएंट ज्ञात कर सकते हैं

तो यह हमारा f का ग्रेडियंट है और अब हमें दिए गए बिंदुओं पर स्पर्श तल और नॉर्मल ज्ञात करना होगा तोनॉर्मल ज्ञात करना कुछ भी मुश्किल नहीं है क्योंकि हम जानते हैं कि f का ग्रेडिएंट सतह 𝑓𝑥 𝑦 𝑧 𝑐 पर परपेंडिकुलर है तो मूल रूप से ग्रेडिएंट दी गई सतह 𝑓𝑥 𝑦 𝑧 पर नॉर्मल की भूमिका निभाएगा

तो दिए गए बिंदु 1 12 पर फंक्शन f का यह हमारा मन चाहा नॉर्मल है परंतु टेंजेंट प्लेन को ज्ञात करने में हमें थोड़ा सा समय लगेगा तोअब हम स्पर्श तल ज्ञात करेंगे तोअगर 𝑅⃗ 𝑋𝑖̂ 𝑌𝑗̂ 𝑍𝑘̂ स्पर्श तल के किसी भी बिंदु पर मान लीजिए PXYZ पर स्थान सदिश है तो जैसे कि मैं 𝑅⃗ का इस्तेमाल कर रही हूं बेहतर रहेगा कि मैं बढ़ा X बढ़ा Y बढ़ा Z का इस्तेमाल करो तो फिर 𝑅⃗ − 𝑟⃗ परपेंडिकुलर होगा तोयह कॉर्डिनेट जोमेट्री से था कि यह सदिश ∇⃗ 𝑓 के ऊपर परपेंडिकुलर है तो हमारे पास मूल रूप से एक स्पर्श है तो मूल रूप से हमारे पास यह 𝑅⃗ 𝑋𝑖̂ 𝑌𝑗̂ 𝑍𝑘̂ सदिश है जोकि दिए गए स्पर्श तल पर किसी भी बिंदु XYZ पर स्थान सदिश है और फिर सदिश 𝑅⃗ − 𝑟⃗ ⊥ ∇⃗ 𝑓 होगा क्योंकि अगर आपके पास स्पर्श तल पर कोई भी चीज है वह अपने आप ही f के ग्रेडिएंट पर परपेंडिकुलर होगा क्योंकि f का ग्रेडिएंट फंक्शन 𝑓𝑥 𝑦 𝑧 𝑐 पर नॉर्मल है तो अगर आपके पास 𝑓𝑥 𝑦 𝑧 𝑐 पर स्पर्श तल है फिर स्पर्श तल हमेशा f के ग्रेडियंट पर परपेंडिकुलर होगा तो अगर आप यह अंतर भी लेते हैं तो भी यह हमेशा परपेंडिकुलर होगा तोअब 𝑅⃗ 𝑋𝑖̂ 𝑌𝑗̂ 𝑍𝑘̂ है और यह 𝑟⃗ क्या है 𝑟⃗ इस बिंदु पर दिया गया है तो हमें किसी भी बिंदु P पर स्पर्श तल को ज्ञात करना होगा और यह बिंदु 1 12 कुछ इस प्रकार है तोमैं 𝑟⃗ 𝑖̂− 𝑗̂ 2𝑘̂ लिख सकती हूं इसलिए यहां स्पर्श तल का समीकरण कुछ इस प्रकार है तो यह मैं लिखना भूल गई तोस्पर्श तल का समीकरण कुछ इस प्रकार है 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑓 𝑅⃗ − 𝑟⃗ 0 तो यह हमारी मनचाही स्पर्शक तल का समीकरण है तो अब मैं इसे लिख रही हूं 𝑅⃗ −𝑟⃗ 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑓⃗ 0 ⇒ 𝑋𝑖̂ 𝑌𝑗̂ 𝑍𝑘̂ − 𝑖̂− 𝑗̂ 2𝑘̂ 7𝑖̂− 3𝑗̂ 8𝑘̂ 0 के बराबर है क्योंकि डॉट प्रोडक्ट विनिमेय होती है तो हम इसकी अदला बदली कर सकते हैं और अब मैं अगर इसको ज्ञात करता हूं तो यह कुछ इस प्रकार होगा 7𝑋 − 1 − 3𝑌 1 8𝑍 − 2 0 तो यह हमारी मनचाही समीकरण है इसलिए यह स्पर्शक तल की समीकरण है और हमने नॉर्मल सदिश दे दिया है अबहम नॉर्मल सदिश की समीकरण लिखना चाहते हैं तो दिए गए बिंदु 1 12 पर सतह पर नॉर्मल की समीकरण कुछ इस प्रकार है 𝑋−1 𝜕𝑓 𝜕𝑥 𝑌−1 𝜕𝑓 𝜕𝑦 𝑍−1 𝜕𝑓 𝜕𝑧 और अब 𝜕𝑓 𝜕𝑥 7 𝜕𝑓 𝜕𝑦 −3 𝜕𝑓 𝜕𝑧 8 होगा और यह कुछ इस प्रकार है 𝑋−1 7 𝑌−1 −3 𝑍−1 8 मूल रूप से यह दोनों यह स्पर्शक तल का समीकरण है नॉर्मल का समीकरण है और इन दोनों को ही हमें ज्ञात करना चाहते थे तो स्पर्शक तल ज्ञात करते हुए हमारा नॉर्मल सदिश और वह कुछ भी उलझे हुए नहीं हमें सिर्फ सदिश गणना और कॉर्डिनेट जोमेट्री में से कुछ चाल का इस्तेमाल करना होगा ताकि स्पर्शक तल का समीकरण और नॉर्मल का प्रश्न लिखने में सक्षम रह सके तो यह एक और उदाहरण थी जहां पर हम स्पर्शक तलऔर नॉर्मल को ज्ञात कर रहे थे आपसे पूछा जा सकता है मैं एक और उदाहरण लिख सकती हूं परंतु बेशक मैं इसे विद्यार्थियों के लिए एक काम के तौर से छोड़ रही हूं तो उदाहरण 5दिए गए बिंदु 122 पर सतह 𝑓𝑥 𝑦 𝑧 𝑥𝑦𝑧 4 पर नॉर्मल और स्पर्शक तलपता कीजिए तोयहां इस उदाहरण में भी हमें नॉर्मल और स्पर्श तल का समीकरण दिए गए बिंदु122 और दिए गए सतह 𝑓𝑥 𝑦 𝑧 𝑥𝑦𝑧 4 पर ज्ञात करना होगा तो इस प्रश्न में भी हम ग्रेडियंट को ज्ञात करेंगे और फिर स्पर्श तल की समीकरण को ज्ञात करेंगे और ग्रेडियंट को हमें कुछ इस प्रकार से ज्ञात करना होगाकि उसमें से ही हमें स्पर्श तल का समीकरण ज्ञात कर सके और इसे हमें कुछ इस प्रकार से करना होगा कि हम इस चीज को 𝑅⃗ − 𝑟 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑓 कुछ इस तरह लिखने के काबिल बन सके तो इस तरह से हम स्पर्श तल का समीकरण ज्ञात करने में कामयाब रह सकते हैं और फिर दिए गए बिंदु 1 −12 पर सतह पर नॉर्मल का समीकरण कुछ इस प्रकार 𝑋−1 𝜕𝑓 𝜕𝑥 𝑌−1 𝜕𝑓 𝜕𝑦 𝑍−1 𝜕𝑓 𝜕𝑧 द्वारा दर्शाया जा सकता है और इन सभी गुणांक को बराबर रखिए और फिर इन्हें 𝜕𝑓 𝜕𝑥 𝜕𝑓 𝜕𝑦 𝜕𝑓 𝜕𝑧 इनसे 7 −38 विभाजित कर दीजिए और यह आपको नॉर्मल और स्पर्शक तल की मनचाही समीकरण मिल जाएगी तो इस तरह से हम दिए गए अदिश फंक्शन f पर स्पर्श तलऔर नॉर्मल ज्ञात कर पाएंगे दिए गए बिंदु P पर और अगली कक्षा में अगले विषय पर जाने से पहले मैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव पर कुछ और उदाहरणों का समाधान करूंगी तो आज आपका ध्यान देने के लिए शुक्रिया करता हूं और आपसे अगली कक्षा में मिलती हूं धन्यवाद